तो हम कितनी दूर आ पहुंचे हैं क्या आपको याद है कि हमने छह अलग अलग सिमांटिक डोमेंस की चर्चा की थी सेमांटिक डोमेंस ऑफ़ बॉडी पार्ट्स किनशिप टर्म्स प्रोनाउंस नंबर सिस्टम एंटोनिमिक एडजेक्टिव्स और कलर टर्म्स तो पहले चार हम पूर्ण कर चुके हैं बॉडी पार्ट्स किनशिप टर्म्स पर्सनल प्रोनाउन और न्यूमरल्स न्यूमेरिकल सिस्टम के स्ट्रक्चर और अस्तित्व से हम एडजेक्टिव्स की तरफ बढ़ते हैं तो हम एडजेक्टिव्स में मुख्य तौर पर किस प्रकार की चर्चा करेंगे एंटोनिमिक एडजेक्टिव्स के क्या टाइप्स हैं इसके क्या फीचर्स होंगे इनकी चर्चा हम आगे करेंगे तो आइए चर्चा शुरू करते हैं और हम स्विच करेंगे क्वांटिटी से क्वालिटी पर आगे चर्चा के विषय होंगे एडजेक्टिव्स और फिर उसके बाद कलर टर्म्स तो मुख्य तौर पर हम क्वालिटी पर फोकस करेंगे तो पहले एडजेक्टिव्स की बात करते हैं जो चीजों का वर्णन करते हैं या चीजों की विशेषता बताते हैं इसीलिए इन्हें विशेषण कहा जाता है इस कैटेगरी में हम एंटोनिमिक एडजेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे ये ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके अपने स्वयं के एंटोनिम्स होते हैं उदाहरण लेते हैं old versus youngओल्ड वर्सेस यंग tall versus short टौल वर्सेस शॉर्ट His mother is not old she is young हिस मदर इज नॉट ओल्ड शी इस यंग The gardener thought he had planted a tall tree but the tree grew up to be short द गार्डनर थॉट ही हैड प्लांटेड अ टॉल ट्री बट द ट्री ग्र्यू अप टू भी शार्ट how old is the child हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड how tall is Grumpy the dwarf हाउ टॉल इज ग्रम्पी द ड्वार्फ तो यह है old ओल्ड young यंग tallटौल short शॉर्ट इन सटीक एडजेक्टिव्स के अपोजिट मीनिंग होते हैं हम इन्हें ऑपोजिट क्यों कह रहे हैं क्योंकि एक ही समय में कोई व्यक्ति यंग और ओल्ड नहीं हो सकता है वास्तव में आप नहीं कह सकते ही इस ओल्ड बट आल्सो ही इस यंग इसी तरह कोई पेड़ एक ही समय में टौल और शार्ट दोनों नहीं हो सकता है और कोई तालाब भी एक ही समय में गहरा और उथला दोनों नहीं हो सकता हैलेकिन हम मुख्य तौर पर ओल्ड और टौल की चर्चा करेंगे क्या आपको लगता है कि लैक्सिकल सिस्टम इसी तरह से कार्य करता होगा क्या आप किसी उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं जैसे कि पेड़ जो टॉल भी है और शार्ट भी है थोड़ी देर विचार करके देखें मेरा सुझाव है आप स्लाइड 7 के उदाहरणों पर ध्यान दें ए एंड बी पर तो 7 में क्या लिखा है हर मदर इज नॉट ओल्ड शी इज़ यंग एक वाक्य में आपके पास दोनों ओल्ड और यंग शब्द है और बी में टॉल एंड शॉर्ट है द गार्डनर प्लांटेड अ टौल ट्री तो अगर मेरे लिए कोई चीज या वस्तु टौल है तो किसी और के लिए वह शार्ट हो सकती है बट द ट्री ग्र्यू अप टू बी शॉर्ट लेकिन ट्री छोटा उगा है इस तरह के एडजेक्टिव प्रश्नों में भी प्रयोग किए जा सकते हैं जैसे कि हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड इस उदाहरण में आप वास्तव में एंटोनिमायज़ेशन की बात नहीं कर रहे हैं जैसे कि हाउ टॉल इज द ग्राम्पी ड्वार्फ तो जब आप कहते हैं हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड तो इसमें आदर्श रूप में बच्चा यंग होना चाहिए आप कैसे कह सकते हैं कि बच्चा ओल्ड है ओल्ड शब्द के डिफॉल्ट सेमांटिक्स कहते हैं कि ओल्ड यानी जो यंग नहीं है और जब आप चाइल्ड कह रहे हैं तो चाइल्ड यंग होता है यंग चाइल्ड इन्हीं अर्थों में चाइल्ड ओल्ड नहीं हो सकता है तो इस उदाहरण में हम ओल्ड शब्द का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन दरअसल इसका अर्थ यंग के रूप में प्रयुक्त किया गया है ऐसा ही है अगले उदाहरण में हाउ टॉल इज ग्राम्पी द ड्वार्फ अगर कोई ड्वार्फ है तो जाहिर है वह टौल नहीं हो सकता लेकिन कुछ ऐसे वाक्य कंस्ट्रक्शन हुए हैं जहां दोनों अर्थों के शब्द टकराते हैं या यूं कह लें कि दोनों सिमांटिक इंटरप्रिटेशंस का प्रयोग एक ही वाक्य में मिलता है टौल शब्द ड्वार्फ के लिए प्रयोग कर सकते हैं और ओल्ड शब्द भी चाइल्ड के लिए प्रयुक्त हो सकता है यही कारण है कि एंटोनिमिक एडजेक्टिव्स पढ़ने के लिए इंटरेस्टिंग एरिया है आइए हम अगले जनरलाइजेशंस के सेट को देखते हैं हम इसे संक्षेप में बताने जा रहे हैं इंग्लिश में एंटोनिमिक एडजेक्टिव्स के प्रत्येक जोड़े का एक मेंबर दोनों polar and neutral पोलर और न्यूट्रल सेंस में प्रयुक्त किया जाएगा इसलिए जब आप पोलर शब्द कहते हैं तो इसका स्कोप लिमिटेड अर्थ में होता है अर्थात इसका सेमांटिक स्कोप लिमिटेड होता है और अगर यह ओल्ड है तो ओल्ड का पोलर सेंस यंग के अर्थ के साथ होता है लेकिन न्यूट्रल के मामले में कभी कभी यंगओल्ड पर्सन या और यंग चाइल्ड को उम्र के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है जो ओल्ड शब्द से संबंधित है कुछ शब्दों का प्रयोग पोलर और न्यूट्रल सेंस दोनों के संदर्भ में किया जाता है जो या तो पोलर होते हैं या न्यूट्रल सेंस में होते हैं तो जब मैं कहती हूं happy हैप्पी और unhappy अनहैप्पी तो आप यह नहीं कह सकते कि happy का मतलब unsad होता है यह संभव नहीं है पोलर न्यूट्रल के लिए यह दिलचस्प उदाहरण है तो happy versus unhappy तो क्या आप happy को unsad कह सकते हैं नहीं आप नहीं कह सकते Unhappy sad हो सकता है परंतु happy unsad नहीं हो सकता है इसी तरह ripe versus unripe अगर कोई वस्तु unripe अनराइप है तो वह green हो सकती है लेकिन अगर कोई वस्तु green है तो वह ungreen नहीं हो सकती तो सभी एडजेक्टिव के पोलर एंटोनीम्स नहीं होते हैं कुछ न्यूट्रल भी होते हैं अगर unhappy अनहैप्पी है तो अर्थ sad सैंड है लेकिन अगर happy है तो वह unsad अन्सैडनहीं हो सकता Ripe versus unripe यह पोलर के उदाहरण है परंतु green ungreen नहीं हो सकता इसे ध्यान में रखें ऐसे कई उदाहरणों में खासतौर पर इंग्लिश में इसी तरह होता है इसी क्रम में हम उन जनरलाइजेशंस की ओर बढ़ेंगे जिन्हें हम इस प्रकार के उदाहरणों से ड्रॉ कर सकते हैं इससे पहले कि हम जनरलाइजेशंस की ओर बढ़े मैं आपको एक आईडिया देती हूं कुछ लैंग्वेजेज़ में कुछ एंटोनिमिक pairs के मेंबर्स के लिए प्रॉपर्टीस की एक कॉमन क्लस्टरिंग होती है और यह क्लस्टर जनरल पाटर्न या markedness relation मारक्डनेस रिलेशन को फॉलो करते हैं इसलिए आपके लिए मेरा सुझाव है कि आप इस डाटा को देखें मेरा सुझाव है कि आप इसे पूर्ण रूप से समझने के लिए बुक पढ़े जर्मन लोगों की भाषा में ओल्ड वर्सेस यंग में old people के लिए अलग शब्द है और old things के लिए अलग शब्द है इसी तरह Danish दानिश भाषा में भी होता है ओल्ड लोगों के लिए अलग एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं और ओल्ड चीजों के लिए अलग एडजेक्टिव का प्रयोग होता है परंतु इंग्लिश में ऐसा नहीं है इंग्लिश में यूनिफार्म प्रकार का एडजेक्टिव प्रयुक्त होते है दुनिया भर में कई लैंग्वेजेज़ है और लैक्सिकल टाइपोलॉजी के संबंध में अलग अलग सिस्टम्स प्रणालियां प्रयुक्त होती हैं इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए एक्जिस्टेंस और मोरफ़ोलॉजिकल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हम कुछ जनरलाइजेशंस का पता करने की कोशिश करेंगे जो भाषाविदों द्वारा अब तक ड्रॉ किए गए हैं तो आइए जनरलाइजेशन 23 की बात करते हैं यह कहता है कि कुछ लैंग्वेजेज़ में एंटोनिमिक विशेषण एडजेक्टिव्स A1और A2 के pair में पोलर और न्यूट्रल दोनों इंटरप्रिटेशन की व्याख्या है तो दोनों एडजेक्टिव्स में से एक को दूसरे से डिराइव किया जाता है तो A1base होता है A2 का यह थोड़ा लंबा लगता है तो यहां एक प्रिकंडीशन है पहले प्रिकंडीशन को समझते हैं मान लीजिए कोई लैंग्वेज है प्रत्येक X इस लैंग्वेज में दो तरह के एडजेक्टिव्स हैं A1 A2 A1 ऐसा एडजेक्टिव है जिसमें दोनों पोलर और न्यूट्रल इंटरप्रिटेशंस है तो इस मामले में A1 base बेसहै और A2 derivation डेरिवेशन है या कह लीजिए A2 सेकेंडरी फॉर्म है आइए डेरिवेशन को समझते हैं उड़िया भाषा का उदाहरण लेते हैं मेरे पास दो एडजेक्टिव A1और A2इनमें से A1 में दोनों पोलर और न्यूट्रल इंटरप्रिटेशंस है ऐसे मामलों में A1 बेस होता है और ए टू डिराइव फॉर्म होता है अब बेस फॉर्म की मुख्य विशेषता क्या होती है इसमें दोनों पोलर और न्यूट्रल इंटरप्रिटेशंस होते हैं तो अब सेकंड पॉइंट का क्या अर्थ है अगर दोनों एडजेक्टिव्स में से किसी एक का प्रयोग दूसरे के मुकाबले बारंबार फ्रिक्वेंट हो रहा है तो A1 फ्रिक्वेंट कहलाएगा तो मान लीजिए A1और A2 दो तरह के एडजेक्टिव्स है A1 के पास दोनों पोलर और न्यूट्रल है और A2 केवल पोलर है तो इस उदाहरण में अगर हम A1 और A2 की frequency of occurrence फ्रिकवेंसी ऑफ अकरंस match करते हैं तो A1 A2 से ज्यादा फ्रिक्वेंट पाया जाता है फिर तीसरा पॉइंट है कि अगर दोनों में से किसी एक के एडजेक्टिव मीनिंग के ज्यादा सबटाइप्स है तो A1 के ज्यादा सबटाइप्स निकलते हैं तो यह versatility of the adjective वर्सेटिलिटी ऑफ एडजेक्टिव पर डिपेंड करता है A1 के दोनों पोलर और न्यूट्रल है A2 का न्यूट्रल नहीं है केवल पोलर है तो इस स्थिति में A1 base फॉर्म है और A2 डिराइव फॉर्म है A1 ज्यादा फ्रिक्वेंट है A2 कम फ्रिक्वेंट है A1 के ज्यादा सबटाइप्स है और A2 के कम सबटाइप्स हैं तो यह जनरलाइजेशन 23 होता है अगर आप इसे conflate कॉन्फ्लेट करते हैं और यह आपको अजीब लगता है तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं लेकिन अगर हम conflate करते हैं तो हम सभी चीजों को एक साथ रखते हैं तो जनरलाइजेशन 23 ऐसा होगा अगर ग्रेटर फ्रीक्वेंसी है तो भी न्यूट्रल मीनिंग होगा सिंपल फॉर्म होगा और ज्यादा सबटाइप्स होंगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हैमीनिंग न्यूट्रल है और फॉर्म सिंपलर है सबटाइप्स ज्यादा है न्यूट्रल मीनिंग सिंपल फॉर्म ग्रेटर फ्रीक्वेंसी मोर सबटाइप्स इन चार बातों को ध्यान में रखें अगर ज्यादा सबटाइप्स है तो मीनिंग न्यूट्रल होगा फॉर्म सिंपल होगा और फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगी तो इसका अर्थ है फ्रीक्वेंसी मीनिंग सिंपल फॉर्म और सबटाइप यह चारों एक दूसरे से संबंधित है अगर कोई एक दूसरे से ज्यादा है तो वह बेहतर भी होगा लेकिन अगर कॉन्फ्लेशन साउंड अगर अजीब लगता है तो आप केवल जनरलाइजेशन 23 पर ध्यान दें यह कहता है कि पोलर और न्यूट्रल फार्म का पैटर्न लैंग्वेज में होता तो है लेकिन यह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैटर्न प्रदान नहीं करता है जब आप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो वास्तव में यह इतना स्पष्ट नहीं होता जैसा कि इस जनरलाइजेशन में बताया गया है ये स्ट्रक्चरल एंटिटीज हो सकते हैं या इनके एंटोनिमिक एडजेक्टिव्स थोड़े अलग हो सकते हैं तो यह था पांचवा सेमांटिक डोमेन जिस पर हमने चर्चा की अब चलते हैं last but not least लास्ट बट नॉट लीस्ट की तरफ जो है कलर वर्ड्स लेकिन उसके पहले मैं थोड़े विचार आपके साथ बांटना चाहती हूं कलर्स यह लैक्सिकल टाइपोलॉजी के अध्ययन के सबसे intriguing aspects इंट्रिगिंग एस्पेक्ट्स पेचीदा पहलुओं में से एक है ये एस्पेक्ट्स क्या है वर्ड्स और ऑब्जेक्ट्स क्वांटिटी इवेंट्स के मध्य के रिलेशन को कहते हैं क्योंकि चर्चा शुरू करते समय ही हमने देखा था कि किसी भाषा में अगर प्रत्येक चीज के लिए शब्द है तो वह आइडियल वोकैबलरी कहलाती है लेकिन वास्तव में यह इस तरह से कार्य नहीं करता है जहां तक भाषा का संबंध है आइडियल याने आदर्श कुछ भी नहीं है तो आपके पास कुछ परिस्थितियां होती हैं कुछ अनुभव कुछ भावनाएं या कुछ बॉडी पार्ट्स या कुछ किनशिप टर्म्स होते हैं जिनके लिए वर्ड्स बिल्कुल भी नहीं है लेकिन क्या इसका मतलब यह है की वोकैबलरी इम्परफेक्ट है नहीं वोकैबलरी इम्परफेक्ट या अपूर्ण नहीं कहलाएगी सभी वोकैबलरीज और सभी भाषाएं अपने आप में परफेक्ट है परिपूर्ण है आत्मनिर्भर है लेकिन जहां तक कलर टर्म्स का सवाल है तो एक बहुत बड़ा मिसमैच देखने मिलता है इसलिए यदि आपको याद हो तो मैं एनोमेटिक वर्ड्स पर चर्चा कर रही थी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें सुनते ही आप उनके अर्थों का अंदाज़ लगा सकते हैं परंतु कलर टर्म्स के संबंध में यह संभव नहीं है आमतौर पर जब हम रेड कहते हैं तो आप रेड सुन नहीं सकते जब आप यॅलो पीला रंग कहते हैं तो आप यॅलो सुन नहीं सकते ऐसा संभव नहीं है तो आइए देखते हैं कि जब हम कलर टर्म्स की बात करते हैं तो कलर टर्म्स के संबंध में किस तरह वोकैबलरी सिस्टम जटिल हो जाता है Real words रियल वर्ड्स सेपरेबल एंटिटीज प्रदान करते हैं और यह किस तरह की सेपरेबल एंटिटीज होती हैं बॉडी पार्ट्स किनशिप टर्म्स प्रोनाउंस इन सभी से संबंधित होती हैं तो good गुड bad बैड temperature टेंपरेचर sound साउंड texture टेक्सचरtest टेस्ट smell स्मैल यह विभिन्न डोमैंस है जहां वर्ड्स हो सकते हैं और इन्हीं सभी dimensions डाइमेंशंस आयामों में एक ऐसा डायमेंशन है कलर और जब आप कलर के बारे में विचार करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है रेनबो इंद्रधनुष इनमें विभिन्न रंगों की धारियां होती है लेकिन इसकी बाउंड्रीज़ धुंधली फज़ी होती है जहां वायलेट कलर इंडिगो कलर के साथ मर्ज होता है तो दोनों कलर मिक्स होकर एक fuzzy फज़ी कलर बनाते हैं जब इंडिगो ग्रीन के साथ मिक्स होता है तो वहां भी एक fuzzy कलर तैयार होता है पर क्या इन fuzzy कलर्स के लिए कोई शब्द है इसलिए जैसे कि हमने बॉडी पार्ट्स और किनशिप टर्म्स के लिए चर्चा की है आपके पास सभी रंगों के लिए एक आदर्श शब्दावली याने आइडियल वोकैबलरी नहीं हो सकती है कुछ बेसिक कलर्स है मगर इनके अलावा भी कई और कलर्स फज़ी डोमेन के अंतर्गत आते हैं जिनके लिए सटीक शब्द निर्धारित नहीं है रेनबो एक बेहतर उदाहरण है जब 7 कलर्स की स्ट्रिप तैयार होती है रेनबो में और जब एक कलर दूसरे कलर से मिक्स होता है तो वहां लाखों या कई गुणित फजी़ कलर्स तैयार होते हैं जिनके लिए हमारे पास कोई शब्द निर्धारित नहीं है तो यही कारण है कि जहां तक लैक्सिकल टाइपोलॉजी का संबंध हैकलर सिस्टम अध्ययन के लिए दिलचस्प डोमेन में से एक है तो आपके पास कितने प्रकार के कलर्स है और मुख्य रूप से Berlin बर्लिन और Kay के ने इस विषय पर बड़े पैमाने पर काम किया है यह 1969 का काम है कलर सिस्टम से संबंधित दो जनरलाइजेशंस दिए गए हैं तो जनरलाइजेशन 24th कहता है कलर्स की बेसिक कलर कैटिगरीज की इन्वेंटरी निम्न प्रकार है ब्लैक व्हाइट रेड येलो ग्रीन ब्लू ब्राउन पिंक पर्पल ऑरेंज और ग्रे ये कलर्स अधिकतर भाषाओं में दिए गए हैं यह बेसिक कलर्स कहलाते हैं लेकिन अगर आप कुछ अलग कलर्स के बारे में विचार करते हैं जैसे कि मैजेंटा वर्मिलीयन रेड या पीच कलर कुछ लोगों का मानना है पीच कलर फलों से संबंधित है कुछ और भी कलर्स है जैसे कि मरून मरून बेस कलर नहीं है रेड बेस कलर है कुछ भाषाओं में मरून जैसे कलर के लिए भी शब्द उपलब्ध हो सकते हैं मगर कुछ में नहीं होंगे इसीलिए यह कलर बेसिक कलर कैटेगरी की इन्वेंटरी में शामिल नहीं है तो यहां दिए गए सभी कलर्स की लिस्ट बेसिक कलर्स कहलाते हैं यही है जनरलाइजेशन 24th करीब करीब सभी लैंग्वेतेज़ में अर्थात अधिकतर लैंग्वेजेज़ में बेसिक कलर कैटेगरी की इन्वेंटरी उपलब्ध है तो अगला जनरलाइजेशन क्या कहता है यह आखरी जनरलाइजेशन होगा यहां दिए गए इंप्लीकेशन पर ध्यान दीजिए लैंग्वेजेज़ में बेसिक कलर टर्म्स के बीच निम्नलिखित इंप्लीकेशनल रिलेशंस होते है अगर हम इंप्लीकेशन को देखें और यदि कोई लैंग्वेज है जिसमें पिंक पर्पल ऑरेंज ग्रे रंग के लिए शब्द दिए गए हैं तो निश्चित रूप से ब्राउन रंग के लिए भी एक शब्द होगा अगर ब्राउन कलर के लिए शब्द दिया गया है तो निश्चित रूप से ब्लू कलर के लिए भी दिया गया होगा और अगर ब्लू के लिए शब्द है तो ग्रीन के लिए भी शब्द होंगे और अगर ग्रीन और यलो के लिए शब्द है तो फिर रेड के लिए भी शब्द होगा और इसी तरह ब्लैक और वाइट के लिए भी शब्द दिए गए होंगे तो किसी भाषा में ब्लैक और वाइट रुडीमेंट्री कलर्स होते हैं जिन्हें एक्सटेंड करके पिंक पर्पल ऑरेंज ग्रे तक बढ़ाया जा सकता है तो इस तरह लैंग्वेजेज़ में कलर्स स्कीमा कलर लैक्सिकल टाइपोलॉजी कार्य करती है इसके साथ ही मैं उन सभी 6 सिमैंटिक डोमेन्स को विराम देती हूं जिनके साथ मैंने चर्चा शुरू की थी ज़रा अपने विचारों को पिछले सेशन की अपनी प्रारंभिक चर्चाओं पर वापस पर ले जाइए जब मैं लैक्सिकल टाइपोलॉजी को अप्रोच करने का प्रयत्न कर रही थी मेरा ध्यान वर्ड्स को एक पूरी यूनिट के रूप में देखना था और मैंने बताया था कि हम यूं ही चर्चा करते हुए मोरफ़ोलॉजिकल टाइपोलॉजी के सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे जिसे मैंने अपनी चर्चा के दौरान संक्षेप में पढ़ाया है और अगले सेशन में मोरफ़ोलॉजिकल टाइपोलॉजी पर अधिक चर्चा होगी तो जहां तक लैक्सिकल टाइपोलॉजी का संबंध है हमने छह अलग अलग डोमेंस का अध्ययन किया है हमने यह देखने की कोशिश की कि जब बॉडी पार्ट्स के शब्दार्थों पर चर्चा करते हैं तो लैक्सिकल टाइपोलॉजी कैसे काम करती है फिर हमने किनशिप टर्म्स पर चर्चा की फिर हम पर्सनल प्रोनाउंस पर चले गए और चौथा न्यूमेरल सिस्टम था और पांचवा था एंटोनीमिकल एडजेक्टिव्स और अंत में हमने कलर टर्म्स की चर्चा की इन्हीं माध्यमों से गुजरते हुए हमने 25 जनरलाइजेशंस को ड्रॉ किया और मूल रूप से हमने नहीं लिंग्विस्ट्स भाषाविदों ने इन्हें ड्रॉ किया और पूर्व से ही इन पर काम किया है और हमने इन्हें पुनः रिविज़िट किया है मेरा आपके लिए सुझाव है कि हमने जिन सभी जनरलाइजेशंस की चर्चा की क्या आप उन सभी को अपनी भाषा या भाषाओं में आजमा सकते हैं क्या क्या आपको लगता है कि आपकी भाषा भी इसी तरह कार्य करती है और फिर क्या यह सभी कैटिगरीज पर फिट बैठते हैं या केवल कुछ ही कैटिगरीज के लिए फिट हैं इसलिए अगले सेशन में इन्हीं जानकारियों के साथ मैं मोरफ़ोलॉजिकल टाइपोलॉजी की ओर बढ़ूंगी मैं यहां लैक्सिकल टाइपोलॉजी समाप्त करती हूं कृपया बुक पढ़ें और दूसरे उदाहरणों के बारे में भी पता करें जो इन 25 जनरलाइजेशंस को प्रमाणित करते हैं जिन्हें हमने अब तक पढ़ा है आगे मैं मोरफ़ोलॉजिकल टाइपोलॉजी के सेक्शन को पढ़ाते हुए वर्ड्स के सबपार्ट्स और सबयूनिट्स पर फोकस करूंगी धन्यवाद अब हम लैक्सिकल टाइपोलॉजी से संबंधित चर्चाओं को विराम देते हैं जल्द ही फिर मिलेंगे